तो हम इस चीज पर वापस आएँगे थोड़ी देर के लिए रुकिए SR3 VSL LVRL LB∠B S AVRL L2B∠ तो यह रिसीविंग एंड 3 फेज पॉवर प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्ति है ठीक यह समीकरण 79 है ठीक आगे आप क्या करेंगे वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग करें यदि आप ऐसा करते हैं PR3 VSL LVRL LBcosB S AVRL L2BcosB A QR3 VSL LVRL LBsinB S AVRL L2Bsin ये समीकरण 80 और 81 है ठीक यह रिसीविंग एंड है इसी प्रकार से हम सेंडिंग एंड को भी प्राप्त कर सकते हैठीक यह आपके लिए अभ्यास हैसेंडिंग एंड के लिए आप प्राप्त करे लेकिन मैं आपको अंतिम अभिव्यक्ति दे रहा हूं PS3 AVSL L2BcosB A VSL LVRL LBcosBS QS3 AVSL L2BsinB A VSL LVRL LBsinBS तो ये समीकरण 82 और समीकरण 83 हैं इसलिए रियल और रिएक्टिव पॉवर लौसेज आप आसानी से पा सकते हैं सेंडिंग एंड वास्तविक शक्ति माइनस रिसीविंग एंड वास्तविक शक्ति जो कि आपको 3 फेज रियल पॉवर लॉस देगा इसलिए Ploss3 Ps3 PR3 Qloss3 Qs3 QR3 इस तरह से आप लॉस की गणना कर सकते हैं यह गणना करने का एक और तरीका है कई तरीके हैं ठीक तो यह गणना का एक और तरीका है इसलिए यह परफॉरमेंस और ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टेरिस्टीक्स यह विशेष विषय समाप्त हो गया हैमुझे लगता है कि अब यहाँ हमें समाप्त करना चाहिए ठीक है और जहां तक संभव हो हमने ट्रांसमिशन लाइन की विशेषताओं की चीजों को समझने की कोशिश की है ठीक है और जो भी संभव चीजें उपलब्ध हैं यह चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं जिनका हमने चर्चा करने का प्रयास किया है ठीक इसलिए ट्रांसमिशन लाइन की विशेषतायह चीज समाप्त हो चूँकि है अगला है आपका एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉवर फ्लो या लोड फ्लो का अध्ययन ठीक है इसलिए इस स्थिति में अगले के लिए अगले आधे घंटे या उससे ऊपर मैं क्या करूँगामैं आपके द्वारा बनाए गए क्षैतिज जो कि क्षैतिज न होकर यह लंबवत होगा को बनाए रखा है ठीक इसलिए लोड फ्लो यह चीज आपको जाननी हैआपको थोड़ी सी समझने की कोशिश करनी है ठीक और वह विशेष रूप से इस विषय को वास्तव में शामिल करता है जैसा कि आप जानते हैं जिसमें विशाल गणित शामिल है और जब यह ट्रांसमिशन लाइन लोड फ्लो हो जाएगा तो आपका लोड फ्लो या पॉवर फ्लो का विश्लेषण अंत में पूरा किया जाएगा तो मैं आपको अंत में एक नवीनतम चीज़ दूँगा जो कि P बस और P Q V बस है जो कि है कि कैसे जैकबियन मैट्रिक्स बनाते है लेकिन यहाँ कक्षा शिक्षण में भी हम ले सकते हैं लेकिन हम नहीं दिखा सकते हैं हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जहाँ आपको कंप्यूटर की आवश्यकता है और आपको कोड लिखना है हालाँकि आजकल बहुत सारे आपके पैकेजेज या कोड्स उपलब्ध हैं लेकिन उस स्थिति में क्या हो रहा है उस कोड में आप इनपुट दे रहे हैं और अंतिम परिणाम प्राप्त कर रहे हैंजो ठीक है लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आप खुद कोड लिखने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत सी चीजें सीखेंगे ठीक तोअब यह लोड फ्लो विश्लेषण को हम क्रमागत रूप से जाएँगे और क्या करेंगे कि प्रत्येक बहुत छोटी से छोटी क्रम को लेकर चलेंगे ठीक कृपया इस लोड फ्लो अध्ययन को समझने की कोशिश करें जितना मेरी तरफ से संभव हो उतना मैं कोशिश करुंगा कि मैं आपको समझा सके ठीक इसलिए लोड फ्लो विश्लेषण या पावर फ्लो अध्ययनों को आमतौर पर लोड फ्लो के रूप में संदर्भित किया जाता है पॉवर प्रणाली विश्लेषण और डिजाइन दोनों के लिए आवश्यक है इसलिए मूल रूप से लोड फ्लो अध्ययन योजनाआर्थिक संचालन समय समयबद्धन और उपयोगिताओ के बीच पावर के आदान प्रदान के लिए जरूरी है आपको उस लोड फ्लो चीज की जरूरत है इसके अलावा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए कभी कभी डायनेमिक स्टेबिलिटी कहेंगे के लिएआकस्मिकता और अवस्था आंकलन के लिए भी लोड फ्लो कि आवश्यकता होती है तोइसलिए हर जगह लोड फ्लो की आवश्यकता है ठीक है नोड वोल्टेज विधि का उपयोग आमतौर पर पॉवर सिस्टम विश्लेषण के लिए किया जाता है इसलिए यह लोड फ्लो परिणाम देता है यह क्या देगा यह आपको बस वोल्टेज परिमाण देगा ठीक है फिर यह आपका वोल्टेज फेज कोण देगा जो कि वोल्टेज कोण है और फिर पॉवर फ्लो यह ट्रांसमिशन के माध्यम से देगा लाइन लौसेज जो आप गणना कर सकते हैं और प्रत्येक बस बार पर पॉवर इंजेक्शन का भी आप गणना कर सकते हैं इसलिए जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें यह देखना है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं ठीक तो मूल रूप से पॉवर फ्लो में आपको पहले बस बार वर्गीकरण को वर्गीकृत करना होगा तो मूल रूप से प्रत्येक बस के साथ 4 मात्राएं जुड़ी हुई हैं तो ये वास्तव में वोल्टेज परिमाण हैं यह वोल्टेज परिमाण है जो कि V हैफिर फेज कोण आपका डेल्टा और वास्तविक पॉवर P के बराबर है और प्रतिक्रियाशील पॉवर Q है ठीक है इसलिएएक लोड फ्लो अध्ययन में 4 में से कम से कम 2 मात्राएं दर्शाया हैं ठीक कम से कम 2 आपको दर्शाना है और शेष 2 मात्राओं को समीकरणों के समाधान के माध्यम से प्राप्त करना होगा ठीक लेकिन मैं आपको बता दूं यह सामान्य बात है हमारे पास एक स्लैक बस है PQ बस हैं और आपके पास PV बस है ठीक है इसके अलावा आजकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बदल रही है स्मार्ट ग्रिड माइक्रो ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतोंविशेष रूप से सौर ऊर्जा के कारण ठीक है प्रेषण करने वाले DGs और गैर प्रेषण करने वाले DGs सभी आपके भारी भरकम पॉवर इंजेक्शन में नेटवर्क के लिए प्रयोग किये जा रहे है इसलिए कई स्थितियों में इसके अलावा कई अन्य प्रकार की बसों को समा बिष्ट किया जा रहा है ठीक PQ बस PV बस एक चीज है और अन्य भी आप इसे बना सकते हैं ठीक आपके ज़रूरत के हिसाब से इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप मान लेते हैं मान लें कि तीसरे वर्ष के स्तर पर या यहां तक कि PG स्तर पर भी यह आपके लिए बहुत परिचित नहीं हो सकता है जब वितरण नेटवर्क वास्तव में आइलैंडेड मोड के तहत काम कर रहा हो मतलब वह ग्रिड से जुड़ा नहीं है ठीक तो उस समय पर आप लोड फ्लो भिन्न प्राप्त करेंगे ठीक है एक लोड फ्लो पूरी तरह से अलग है और उस समय में विशेष रूप से उस प्रेषण करने वाले DGs जैसे आपके बायो मास DGs या डीजल जेनरेटर किसी एक को ड्रुप कैरेक्टेरिस्टीक्स पर विचार करना होगा तो उस स्थिति में जैकबियन मैट्रिक्स लोड फ्लो के अध्ययनों में जो कुछ भी दिखेगा वह आवृत्ति का भी फंक्शन बन जाएगा तो उस जैकबियन मैट्रिक्स और इस स्थिति मेंआप न्यू टन राफसन विधि का पालन कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे संशोधनों के साथ ठीक इसलिए चीजें बदल रही हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बदल रही है विशेष रूप से पावर सिस्टम इंजीनियरिंग बदल रही हैठीक इस स्मार्ट ग्रिड और माइक्रो ग्रिड के कारण हालांकि वे चीजें इस पाठ्यक्रम के दायरे से परे हैं लेकिन मैं आपको इसका एक संकेत दे रहा हूं और डिस्ट्रीब्यूशन पॉवर फ्लो के लिए हालांकि न्यू टन राफसन विधि आपका अच्छी तरह से काम करता है बहुत अच्छी तरह से काम करता है लेकिन साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए कुछ अन्य प्रकार की लोड फ्लो तकनीकें भी उपलब्ध हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वास्तव में ज्यादातर यह आपके रेडियल रूप से ही संचालित होता है ठीक मेरा मतलब है एक और आपके जिसे आप ट्रांसमिशन नेटवर्क कहते हैं वह वास्तव में मेशेड नेटवर्क है तो लोड फ्लो अध्ययनों के लिए हमें मूल रूप से 4 मात्राएँ संचलन करना होगा सिस्टम बसों को वर्गीकृत किया जाता है पहला है स्लैक बस इसे कभी कभी स्विंग बस भी कहा जाता है और संदर्भ लिया जाता है इस बस में परिमाण वास्तव में वोल्टेज परिमाण और फेज कोण निर्दिष्ट होते हैं ठीक है यहां आप स्लैक बस ले रहे हैं लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब आप माइक्रो ग्रिड DC माइक्रो ग्रिड के लिए आते है तो हम वहां देख सकते हैं कि आपकी स्लैक बस वास्तव में स्वतंत्र है वैसे भी वे हमारे दायरे से परे हैं तो यह बस ट्रांसमिशन लौसेज की आपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त वास्तविक और प्रतिक्रियाशील पॉवर प्रदान करती है वह स्लैक बस है जिसे हमनें संदर्भ बस को चुना है और परिणाम आपके आस पास आएगा जिसे आप स्लैक बस कहते हैं ठीक है चूंकि अंतिम हल प्राप्त होने तक ये अज्ञात हैं क्योंकि यह स्लैक बस वास्तव में ट्रांसमिशन लौसेज की आपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त वास्तविक और प्रतिक्रियाशील पॉवर प्रदान करती है और ये अंतिम समाधान प्राप्त होने तक ज्ञात होता है क्योंकि जब तक और जब तक कि आपके समाधान लोड फ्लो समाधान में परिवर्तित नहीं होता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है आप लौसेज की गणना भी नहीं कर सकते है अब एक और बात लोड बस है कभी कभी हम इसे PQ बस के रूप में भी कहते हैं इसका मतलब है लोड बस P Q बस का मतलब है कि उस लोड पर P और Q दोनों निर्दिष्ट हैं ठीक इसका मतलब है उस बस में आप पाएंगे कि पॉवर इंजेक्शन P और Q दोनों ज्ञात है ठीक है और इस बस के वोल्टेज का परिमाण और इसके फेज कोण ये 2 अज्ञात मात्राएं हैं और आप केवल तभी जान पाएंगे जब आप इस लोड फ्लो को हल करते हैंये चीजें पुनरावृतीय रूप में है ठीक इसलिए जब तक अंतिम समाधान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक आप कभी भी परिमाण और वोल्टेज के कोण को नहीं जान पाएंगे लेकिन P और Q दोनों चीजें आपके लोड बस में निर्दिष्ट है ठीक है अब दूसरी बस को वोल्टेज कंट्रोल्ड बसें या P V बस कहा जाता हैठीक यहाँ वास्तविक पॉवर P ज्ञात है और वोल्टेज परिमाण भी ज्ञात है इसीलिए कभी कभी इसे जेनरेटर बसें या रेगुलेटेड बसें या केवल P V बसें कहा जाता है क्योंकि P ज्ञात है और वोल्टेज परिमाण भी इस बस के लिए ज्ञात है तो अज्ञात क्या है Q अज्ञात है और जिसे आप वोल्टेज कोण कहते हैं वह अज्ञात है ठीक है ये 2 अज्ञात हैं P V बसों में ठीक है उस बस का वोल्टेज परिमाण आप बनाए रखना चाहते हैं ठीक है जैसा कि P ज्ञात है वोल्टेज कोण ज्ञात नहीं है लेकिन Q अज्ञात है ठीक इसका मतलब है उस बस में आपको उस प्रतिक्रियाशील पॉवर को इंजेक्ट करना होगा ताकि आप उस बस के लिए इस वोल्टेज परिमाण V को बनाए रख सकें इसलिए इसे कभी कभी हम P V बस कहते हैं ठीक या जेनरेटर बसें या रेगुल्टर बसें कहते हैं ठीक तो उस स्थिति में कि P V बसों में Q अज्ञात है इसलिए हमें Q इंजेक्शन पर लिमिट निर्धारित करनी होगी अथार्त कुछ न्यूनतम मान से अधिकतम मान ठीक लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं क्योंकि यह एक कक्षा अभ्यास है तो Qmin और Qmax ये सभी तरह की चीजें कक्षा में रखना मुश्किल हो जाता है आपको एक कंप्यूटर कोड की आवश्यकता होती हैजो इसे लिख सके और एक को यह देखना चाहिए कि क्या हो रहा है लेकिन इस स्थिति में मुझे हर तरह की बात समझाने में कुछ घंटे लगेंगे लेकिन मैं कोशिश करुंगा कि मैं इस लोड फ्लो अध्ययन के दौरान ले जाऊँ मैं केवल एक ही उदाहरण लूँगा और सभी प्रकार के कार्यप्रणाली दूँगा ठीक तो Q लिमिट पर भी आपको विचार करना होगा और इसे P V बसों के लिए निर्दिष्ट करना होगा ठीक इसलिए निम्न तालिका उपरोक्त चर्चा की सार प्रस्तुत करती है ठीक तो बस प्रकार यह स्लैक बस है वोल्टेज परिमाण औरदोनों ज्ञात है यह अज्ञात मात्राएं P और Q हैं लोड बस के लिए P और Q निर्दिष्ट हैं ठीक लेकिन वोल्टेज परिमाण और ये अज्ञात मात्रा हैं और वोल्टेज कंट्रोल्ड बस जो कि P V बस है ठीक P वास्तविक पॉवर और वोल्टेज परिमाण निर्दिष्ट हैं लेकिन Q औरज्ञात नहीं हैं ठीक तो इसके साथ हमारे दिमाग में स्लैक बस P Q बस और P V बस है अब हम पहले बस एड्मिटेंस मैट्रिक्स देखेंगे ठीक है इसलिए मैं बस एड्मिटेंस मैट्रिक्स के लिए जाऊँगा मैं सब कुछ व्याख्या करूँगालेकिन मैं आपके लिए सवाल रखता हूँ लोड फ्लो अध्ययनों के लिए हम Y मैट्रिक्स का उपयोग क्यों करते हैं लेकिन Z मैट्रिक्स का उपयोग नहीं करते है मतलब एड्मिटेंस मैट्रिक्स का हम उपयोग करते हैं लेकिन हम इमपिडेंस मैट्रिक्स का उपयोग नहीं करते हैं हम सभी चीजों के लिए एड्मिटेंस बनाते हैं हम लोड फ्लो के लिए z बस का उपयोग क्यों नहीं करते हैं यह आपके लिए एक सरल प्रश्न है और उत्तर भी सरल होगा तो इसे अपने दिमाग में रखना चाहिए ठीक है अब बस एड्मिटेंस मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे हम यह 4 बस पावर सिस्टम सैंपल पर विचार करते है तो यह 4 बस पावर सिस्टम है ठीक है यह एक जेनरेटर है ठीक है और कक्षा के अभ्यास के लिए हमने जो किया है वह यह है कि R को हमने नहीं लिया है लेकिन जब हम संख्यात्मक ले लेंगेउस समय पर R को लेंगे लेकिन यहां हम चीजों को जटिल नहीं करना चाहते हैं इसलिए केवल यहाँ हम रिएक्टेंस को ले रहे है ठीक तो मान लें कि यह आपका जेनरेटर है 1 2 जो भी दिया गया है और यह आपका j 08 है सबकुछ आप प्रति यूनिट मानेंगे ठीक तो यह j1 यह लाइन एक से j 05 j 04 j 04 और लाइन 3 से 4 के लिए हैठीक यह आपकी j004 है ठीक है तो यह 4 बस पावर सिस्टम सैंपल है जिसे हमने लिया है और यह प्रति बाधा आरेख है लेकिन हमने जिसे आप प्रतिरोध कहते हैंउसको नही लिया है ठीक तो आम तौर पर जैसा कि आप इस चीज से जानते हैं वह लाइन एड्मिटेंस वास्तव में बस i से k के लिए है यह एड्मिटेंस है ठीक है अब हम क्या करेंगे क्यों हम यह सब कुछ इस 2 स्रोतों को लिया हैठीक ये दो आप धारा स्रोत में रुपांतरण करते हैं इसलिए ये 2 जेनरेटर जो वोल्टेज स्रोत में दिए गए है वोल्टेज स्रोत के बजाय धारा स्रोत में परिवर्तित करना हैं तो यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आरेख को देखें यह आरेख है यदि आप देखते हैं तो आकृति 2 यह दिखती है यह आपका एड्मिटेंस आरेख को दर्शाता हैं तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि आप एक संदर्भ नोड लेते हैं यह नोड संख्या 0 के रूप में दी गई है और मूल रूप से यह एक ग्राउंड है और भू विभव 0 विभव पर होती है ठीक और इस 2 स्रोतों को धारा स्रोत में बदल दिया गया है तो यह आपका धारा I1 है I1 यहां इंजेक्ट कर रहा है और इस तरफ से धाराI2यहां इंजेक्ट किया जा रहा है और यह सब आपकी रिएक्टेंस को एड्मिटेंस में बदल दिया गया है इसका मतलब है कि यह एक धारा स्रोत है तो यह समानांतर में होगा इसका मतलब है कि यह j 08 है तो 1 भागा j 08 आपके y के बराबर है तो इसे y10 j 125 के रूप में बना रहे है यह 0 नोड है यह 1 नोड हैयही कारण है कि इसे y10 लिख रहे है और यह माइनस j 125 के बराबर है और यह j 1 है तो 1 भागा j 1 जो कि माइनस j1 है इसलिए y20 जो कि 2 से 0 हैy20माइनस j 1 है ठीक है और यह धारI2हैयह धारा इंजेक्ट हो रहा हैठीक है और यह लाइन 1 से 2 वोल्टेज यहाँ 1 2 3 4 वोल्टेज इस प्रकार V1V2V3V4 चिन्हित किया गया हैं यह जटिल वोल्टेज है ठीक हैं और यह 1 से 2 रिएक्टेंस j 05 हैठीक और प्रति बाधा में जिसमे R निहित होती है R को उपेक्षित किया गया हैं जो कि 1 भागा j 05 है जो माइनस j 2 के बराबर है इसलिएएड्मिटेंस y12y21 j2 वे एक ही हैं ठीक है इसी तरह 1 से 3 j 04 है तो एड्मिटेंस 1 भागा j 04 जो कि माइनस j 025 है तो यह माइनस j 25 हैठीक है और इसी तरह यहाँ भी 04 j 04 है और यह भी माइनस j 25 है और यहाँ यह j 004 है तो 1 भागा j 004 जो कि माइनस j 25 है तो यह आरेख वास्तव में यह है इस 2 स्रोतों को धारा स्रोत में रूपांतरित करता है और सभी प्रति बाधा आरेख जिसे एड्मिटेंस आरेख में बदल दिया गया है ठीक है इसलिए इसका मतलब है किएक संदर्भ नोड की आवश्यकता है और यह आपका है जिसे आप कहते हैं यह सामान्य रूप से यह एक ग्राउंड है और आप इसे 0 विभव के रूप में ले सकते हैं ठीक है और यह चित्र एक एड्मिटेंस आरेख का चित्र है यह चित्र 2 है मुझे आशा है कि यह समझना बहुत आसान है वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है इसके बाद आपको KCL को स्वतंत्र नोड्स 1 2 3 4 पर लागू करना होगा ठीक तो यह देखो यह धारा I1 यहाँ इंजेक्ट हो रहा है यदि आप इस बस बार I1पर KCL लागू करते हैं तोआपका समीकरण क्या होगा I1बराबर होना चाहिए है अगर यह वोल्टेज V 0 विभव है तो अगर मैं V0 को 0 के बराबर बनाता हूं और यह धारा इंजेक्ट हो रहा है और आप यह सब धारा बाहर लेते हैं इसका मतलब है कि कोई समीकरण संख्या नहीं इसी तरह बस 2 के लिए यह दूसरी बस बार के लिए दूसरा समीकरण है ठीक है अब यहाँ तीसरा बस बार है जहाँ कोई धारा इंजेक्शन नहीं है यह बस बार और यह बस बार ठीक क्योंकि इस आरेख में कुछ भी नहीं दिया गया था तो कोई धारा इंजेक्शन नहीं है इसका मतलब है 0 ठीकइसका मतलब है 0 बस 3 के लिए बराबर है आप सभी बाहर जाने वाली धारा लेते हैंठीक

यह तीसरा समीकरण है अब चौथा जब आप यहाँ आते हैं यह बस बार 4 है ठीक धारा इंजेक्शन 0 है ठीक है तो सभी 4 बसों 1 2 3 4 के लिए आपको समीकरण के 4 समीकरण सेट मिल गए हैं फिलहाल के लिए कोई समीकरण संख्या नहीं डाल रहा हूँ तो इस आरेख में से एक इस आरेख से हमें यह मिल गया है हमने बहुत आसानी से समझा है ठीक और इससे आप इस सभी समीकरण को एड्मिटेंस के संदर्भ में लिखते हैं ठीक लाइन एड्मिटेंस चार्जिंग कैपेसिटेंस बाद में आएगा पहले आप इसे समझें

अबलेकिन I3 और I4 ये शून्य हैं लेकिन हमें उन्हें मैट्रिक्स रूप में रखना हैं इसका मतलब है सिर्फ एक मिनट इसका मतलब यह है कि आपके चित्र 2 में बस 1 और बस 4 के बीच कोई जुड़ाव नहीं है इसलिए 1 और 4 के बीच कोई जुड़ाव नहीं है इसलिए वास्तव में Y14Y410 इसी तरह से 2 और 4 के बीच कोई जुड़ाव नहीं है ठीक है इसीलिए Y24Y420 ठीक है तो यह भी ध्यान दें कि इस स्थिति में I3 और I4 शून्य हैं तो इस समीकरण में I3 और I4 0 होगा और Y के अन्य 2 तत्वों मैनें बताया है तो यह भी 0 होगाठीक तो लेकिन अपने गणित और पूर्णता के लिए हमें इस समीकरण को I1I2I3I4 को Y मैट्रिक्स V1V2V3V4 के बराबर बनाना है ठीक है और यह वास्तव में सिर्फ एक मिनट के लिए रुकिए यह yik1zik1rikjxik वास्तव में समीकरण 1 है ठीक है और यह समीकरण आपके IbusYbusVbusयह समीकरण वास्तव में समीकरण 2 या सामान्य रूप से आप इसे I बस लिख सकते हैं यह बस धारा इंजेक्शन है I बस y बस के बराबर है यह y बस गुणा V बसबस एड्मिटेंस मैट्रिक्स है यह बस वोल्टेज है ठीक है तो यह वास्तव में समीकरण 3 है इसलिए हम इस समीकरण को मूल रूप से सामान्य तौर पर I बराबर y V के बराबर दर्शातें है तो Vbus अब हम नाम करण दे रहे हैं Vbus बस वोल्टेज के वेक्टर V1V2V3V4 के बराबर है और Ibus आपके इंजेक्टेड धाराओं के वेक्टर के बराबर है ठीक है जो कि I1I2I3I4 है लेकिन बाद में हम देखेंगे जब आप जैकबियन के रूप में बनाएँगे जब आप एक बस को स्लैक बस चुनते हैं जहाँ वोल्टेज ज्ञात होता है ठीक उस स्थिति में आप जैकबियन मैट्रिक्स देखेंगे और अन्य चीजें होंगीहम इसे कैसे बना सकते हैं लेकिन यह प्रारंभिक बात है तो Ibus इन्जेक्टेड धाराओं का वेक्टर है तो धारा धनात्मक होती है जब बस में बह रही होती है और ऋणात्मक होती है जब बस से बाहर बह रही होती है यह अवधारणा है जिसका हम अनुसरण करेंगे और Ybus उस बस एड्मिटेंस मैट्रिक्स के बराबर है ठीक इसलिए y मैट्रिक्स का डायग्नल एलेमेंट्स वास्तव में सेल्फ एड्मिटेंस या ड्राइविंग पॉइंट्स एलेमेंट्स कहा जाता है ठीक वह डायग्नल एलेमेंट्स है Y11Y22Y33Y44यह डायग्नल एलेमेंट्स सेल्फ एड्मिटेंस या ड्राइविंग पॉइंट्स एलेमेंट्स कहा जाता है ठीकजो कि सामान्य रूप से इस प्रकार दर्शाया Yiik0nyikki जाता हैइसका मतलबइस स्थिति में भी आप 0 से 4 बसों को शामिल कर रहे है और y मैट्रिक्स का ऑफ डायग्नल एलेमेंट्स ट्रांसफर एड्मिटेंस या म्यूच्यूअल एड्मिटेंस कहा जाता है जो कि YikYki yik है ठीक यह माइनस चिन्ह छोटी के लिए है क्योंकि यह आपकी प्रत्येक ब्रांच एड्मिटेंस 1Zikहै तो YikYki yik यह वास्तव में समीकरण 5 है और Yiik0nyikki बाद में मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा कि आप इसे कब लेंगे ठीक है और कब आप उस पंक्ति वार y मैट्रिक्स लेंगे बाद में जब हम चार्जिंग एड्मिटेंस पर विचार करेंगे तो उस समय पर आप कैसे y मैट्रिक्स के विशेष पंक्ति में तत्वों को जोड़ेंगे के बारे में देखेंगे ठीक है तो उससे आप जाँच कर सकते है कि y मैट्रिक्स निर्माण सही है या नहीं तो यह सामान्य बात है